नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर से हूंI हम पिछले कई हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों के लिए चर्चा जारी रखेंगे आज की दुनिया में प्रबंध सेवाओं का यह दिलचस्प विषय और समसामयिक मुद्दे यदि आप पिछले सत्र को याद करते हैं तो हम अरविंद आई केयर हॉस्पिटल अरविंद आई केयर फाउंडेशन के लोगों की गुणवत्ता और नेतृत्व की गुणवत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम उन शिक्षणों को समेकित करेंगे पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि विश्व में उत्कृष्ट रूप से उत्कृष्ट शीर्ष श्रेणी के सेवा संगठन कैसे हैं हमने कुछ द्वंद्वों कुछ द्वंद्वात्मकता को देखा जहां नेतृत्व स्तर पर हम मजबूत होने के साथ साथ विनम्रता भी पाते हैं और कर्मचारी स्तर पर हम फ्रंट लाइन पर निर्णय लेने में स्वायत्तता के साथ साथ अनुशासन अच्छी मानक कार्य प्रक्रिया सूचना प्रवाह में वैज्ञानिक सिद्धांत कार्य प्रवाह डिजाइन वेटिंग लाइन प्रबंधन में अच्छी उच्च तकनीकी प्रदर्शन कतार प्रबंधन लाइन संतुलन आदि पाते हैं आज मैं थोड़ा और अधिक विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं सेवा संगठन के कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां पिछले सत्र में हमने जिस अवधारणा पर चर्चा की थी वह थी कि सेवा कर्मचारी महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हैप्पी सर्विस इम्प्लॉइज मैंने इसे एचएसई कहा है वे हैप्पी सर्विस कस्टमर्स को लीड करते हैं हमने उन कुछ आरेखों को देखा SCAT की सेवा लाभ श्रृंखला मॉडल हमने सेवा संतुष्टि दर्पण और कर्मचारी संतुष्टि और ग्राहक संतुष्टि के बीच कसा हुआ संयोजन देखा लेकिन भले ही वैचारिक रूप से यह बहुत स्पष्ट है सबसे उच्च संपर्क सेवाओं में ग्राहक वफादारी ग्राहक संतुष्टि स्पष्ट रूप से स्पर्श बिंदुओं पर उच्च प्रदर्शन पर निर्भर करेगी और इसलिए एक उच्च स्पर्श बिंदु अनुभव देने के लिए सक्षम इच्छुक खुश विनम्र समायोजनकारी सेवा कर्मचारी आवश्यक हैं इसलिए हम चाहते हैं कि सेवा कर्मचारी ग्राहकों की जरूरतों का अनुमान लगा सकें उन्हें अपने निर्णय का पालन करने और आवश्यकतानुसार अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए उन्हें व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन ये सामान्य ज्ञान लग सकता है वे सरल बुद्धिमान कथन लग सकते हैं लेकिन वे व्यवहार में आसान नहीं हैं सेवा कार्मिक होने का कारण उन्हें अक्सर सीमा विस्तारक कहा जाता है क्योंकि वे संगठन की सीमा पर होते हैं वे संगठन की सीमा रेखा होते हैं तो वे बाहरी दुनिया बाजार और संगठन के बीच हैं यह एक प्रकार की सीमा है जो वे करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऑपरेशन के अंत में बैकएंड पर लोगों के पास बहुत परिभाषित नौकरियां हैं तो रसोइए खाना बनाते हैं एक लेखाकार खाते रखते हैं लेकिन एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में या एक उच्च श्रेणी के परामर्श संगठन के सामने के छोर पर एक ग्राहक एक व्यक्ति के साथ एक उम्मीद के साथ संपर्क में आ सकता है कि उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया होगा कि यह मेरा काम नहीं है वह व्यक्ति यह देखेगा कि ग्राहक को सही तरह की सेवा प्रतिक्रिया मिल रही है इसलिए यह एक अन्य प्रकार की सीमा फैली हुई सेवा कर्मियों के लिए उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है कि वे गेंद को गिरने न दें तो जो कुछ भी उनकी विशेषता हो सकती है उन्हें उचित तरीके से बैटन को ले जाना होगा ताकि सेवा अच्छी विश्वसनीयता के साथ अच्छे समय में ग्राहक तक पहुंचे इसके अलावा यदि आप आज के सेवा संगठन जैसे कि इन्फोसिस या विप्रो या टाटा टीसीएस को देखते हैं जहां उनके कर्मचारी दुनिया भर में छोटी छोटी परियोजना टीमों में विभिन्न स्थानों पर और ग्राहक परिसर में अक्सर बिखरे रहते हैं और उन्हें इस द्वंद्व का प्रबंधन करना होगा तब ग्राहक हित के साथ साथ संगठनात्मक हित अब ग्राहक और संगठन एक वाणिज्यिक संबंध में हैं और इसलिए खरीदार और विक्रेता के बीच किसी भी अन्य व्यावसायिक संबंध की तरह कुछ तनाव होगा लेकिन सेवा कर्मचारियों को अपने ग्राहक के नियमों और अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए जहां वे स्थित हैं लेकिन साथ ही उन्हें अपने स्वयं के संगठन के नैतिक वाणिज्यिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना है इसलिए ग्राहक को प्रसन्न करना और उनके नियोक्ता को प्रसन्न करना कभी कभी संघर्ष में आ सकता है और आपको सामने वाले छोर पर परिपक्व लोगों की आवश्यकता होती है जो मांगों में इन दो कभी कभी संघर्ष को संतुलित करने में सक्षम होंगे परिचालन कार्य को निष्पादित करने में उन्हें तेज और कुशल होने की आवश्यकता है उन्हें क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करना होगा उन्हें सही प्रकार का राजस्व प्राप्त करना होगा लेकिन साथ ही उन्हें ग्राहक को प्रसन्न करना होगा यदि आप ऐसे संगठनों में संचालन में लोगों का निरीक्षण करते हैं तो आप समझेंगे कि अक्सर एक अंतर्निहित तनाव होता है जिसे सेवा कर्मचारी व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता है तो उन्होंने पीड़ा को दबा दिया होगा उन्होंने नाराजगी क्रोध हताशा को दबा दिया होगा यह कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है जहां आप इस तरह की फ्रंट लाइन स्थिति में कर्मचारियों को देखते हैं व्यक्ति और भूमिका की मांग भावनाओं के बीच आंतरिक संघर्ष का चित्रण करते हैं वास्तव में होशचाइल्ड जैसे कुछ शोधकर्ताओं और अन्य ने इस स्थिति के बारे में बात की है कहा जाता है इसलिए यह भावनात्मक श्रम संगठन था जो व्यक्ति सेवा व्यक्ति अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है ग्राहक उस व्यक्ति से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं उस व्यक्ति के कर्मियों की स्वास्थ्य स्थिति परिवार की स्थिति उनके व्यक्तिगत उल्लू उनके व्यक्तिगत क्रोध और दुःख को ठीक करने के लिए कोई भुगतान किए बिना और इसे प्रबंधित करना आसान नहीं है इसलिए आज मैं इस गतिशीलता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और इस विशेष प्रकार की प्रणाली गतिशील या कारण लूप आरेख जो आपके सामने है एमआईटी स्लोन स्कूल में विकसित किया गया है और इसे विफलता का चक्र कहा जाता है तो इसमें आप देखेंगे कि सभी चीजें परस्पर जुड़ी हुई हैं फिर से प्रणाली की अवधारणा सिस्टम कॉन्सेप्ट जिसे हमने अक्सर चर्चा की है कि कम लाभ मार्जिन और उच्च ग्राहक कारोबार अलग थलग नहीं होते हैं वे यहां आते हैं यदि आप यहां वापस जाते हैं कर्मचारी असंतोष खराब सेवा रवैयेसे कम लाभ मार्जिन लिया गया हैऔर जो ऊब गए कर्मचारियों से आएंगे क्योंकि उनकी नौकरियां डिजाइन नहीं की गई हैं उनकी नौकरियां बहुत संकीर्ण हैं उनके पास निर्णय लेने का अक्षांश नहीं है और उन्हें अपने स्वयं के निर्णय का उपयोग करने की अनुमति नहीं है कि वे बहुत संग्रह से बंधे हैं अक्सर नियमों का संग्रह बहुत तंग बजटीय नियंत्रण और अगर यह चक्र विफलता का एक चक्र है तो कर्मचारी चक्र स्वचालित रूप से ग्राहक चक्र भी उच्च ग्राहक कारोबार और इसलिए कम लाभ का कारण बनेगा इसलिए जाहिर है इसी तरह यहां यह समझाया गया है कि यह संकीर्ण नौकरी डिजाइन निम्न कौशल स्तर लोगों के बजाय तकनीक पर अधिक जोर देने ऊब गए कर्मचारियों आदि की वजह से पैदा होता है जिससे सेवाओं के उच्च कर्मचारी कारोबार की गुणवत्ता बढ़ जाती है और इसके विपरीत यह सफलता का चक्र होगा जहां हमारे पास स्वायत्तता अच्छी नौकरी का विवरण अच्छी प्रक्रिया डिजाइन वाले लोग होंगे लेकिन साथ ही अनुकूलन के लिए अक्षांश सीमावर्ती कर्मचारी स्तर पर कर्मियों की प्रतिक्रिया उनकी दक्षता और अनुकूलन और राजस्व पर बहुत अधिक जोर होगा लेकिन साथ ही उनके पास एक विश्वास होगा कि वे एक नौकरी कर रहे हैं जो अरविंद मामले से परे है ऐसे कई अन्य सेवा संगठन हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन हम देखेंगे सफलता का चक्र ऐसे संगठनों में होगा जब हम उनके लोगों को देखेंगे जाहिर है इसका मतलब है कि हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अच्छा वेतन अच्छा लाभ प्राप्त करना होगा ग्राहकों की खुशी पर ध्यान दें इसलिए इस बिंदु को आज के सत्र में समझने की आवश्यकता है कि हम फ्रंट लाइन कर्मचारी सेवा कर्मियों से बहुत उम्मीद करते हैं वे लगातार ग्राहकों की अपेक्षा से और संगठनात्मक अपेक्षा से दबाव में हैं उन्हें हमेशा मुस्कुराने एक हंसमुख चेहरा दिखाने विनम्रता से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है भले ही उनके अंदर अलग अलग कर्मियों की समस्याएं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं या नाराजगी या असंतोष हो सकता है यह निरंतर द्वंद्व बहुत तनावपूर्ण है और संगठन को व्यापक नौकरी विवरण नौकरी रोटेशन संगठनात्मक निर्णय लेने में भागीदारी संगठन लक्ष्य सेटिंग जैसी प्रणालियों का निर्माण करना है तो वह तनाव उस तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है दूसरी ओर आपको ऐसे लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता है जो संस्कृति उद्देश्य संगठन की रणनीति को सीखने की कोशिश करेंगे उनके पास सीखने समझने अपनाने का यह दृष्टिकोण होना चाहिए यदि इसलिए यह सही भर्ती सही मानव संसाधन विकास सही प्रकार की प्रणाली के लिए प्रबंधन है तो हम संरचना बना सकते हैं जो कर्मचारी को बाहर निकालने की अनुमति देगा और इससे संगठनात्मक सेवा संगठनात्मक उत्कृष्टता पैदा होगी